छात्रों का स्वागत है तो हम श्रम विचरण में इस समग्र मामले के बारे में सीख रहे हैं और पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि चूंकि वास्तविक उत्पादन 10 इकाइयों से मानक उत्पादन से अलग है वास्तविक उत्पादन 810 है और अपेक्षित मानक 800 इकाई था तो अब हमें पूरे काम को फिर से करना होगा हमें वास्तविक उत्पादन के आलोक में मानकों को बढ़ाना होगा और फिर वास्तविक उत्पादन के साथ तुलना करनी होगी क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर 800 इकाइयों का उत्पादन करना है तो वास्तविक उत्पादन के लिए कितने मानक घंटे की आवश्यकता है है ना अर्थात मानक निर्गत हेतु ये सभी मानक घंटो की जरुरत हैं हमने पाया है कि प्रत्येक श्रमिक ने 200 घंटे काम किया है क्योंकि यह प्रश्न में भी दिया गया है यदि आप मामले को देखते हैं तो यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि गिरोह महीने में 200 घंटे के लिए लगा हुआ था और अगर 1 घंटे के उत्पादन के दौरान 4 इकाइयां हैं तो इसका मतलब है कि मानक उत्पादन 800 इकाइयों का था इसलिए जब हम 200 घंटो के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रत्येक श्रमिक कुशल अर्ध कुशल और अकुशल ने 200 घंटे काम किया है और 10 लोगों की इस टीम का कुल निर्गत 1 घंटे में 4 इकाई है यानि 200 घंटे में 800 इकाई का उत्पादन होना चाहिए लेकिन वास्तविक उत्पादन 810 है तो हम इसे बढाते है कि अगर 200 घंटे में मानक उत्पादन की उम्मीद 800 इकाई है तो 810 इकाइयों के उत्पादन के लिए बताईये कि कितने श्रम घंटो की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि हमें इसे बढ़ाना होगा और पिछली कक्षा में मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि वास्तविक उत्पादन 810 है अतः यदि आप पूरी दल द्वारा प्रति घंटे के उत्पादन से विभाजित करते है तो यह 810 भाग 4 होता है तो यह 2025 घंटे प्रति गिरोह श्रमिक है यह निर्गत होना चाहिए इसलिए अब हमें संशोधित मानक लागत की गणना करने के लिए पहले एक विवरण तैयार करना होगा और फिर हमें वास्तविक लागत को ध्यान में रखना होगा और तत्पश्चात श्रम लागत विचरण की गणना करनी होगी तो आइए हम यहां इस विवरण को तैयार करते हैं और श्रम लागत विचरण को भी इसलिए हम इसे तैयार करने जा रहे हैं हम श्रम लागत विचरण को निकालने जा रहे हैं उसके लिए हम विवरण तैयार करने जा रहे हैं तो विवरण कुछ इस तरह होगा हम यहाँ श्रम लिखेंगे फिर मानक घंटे है फिर श्रम मानक घंटे है फिर मानक दर है फिर मानक दर है और फिर मानक लागत है फिर मानक लागत है फिर हमें वास्तविक को लेना होगा यहां यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको वास्तविक लेना होगा और इसका अर्थ है वास्तविक समय फिर वास्तविक दर वास्तविक घंटे और वास्तविक लागत वास्तविक श्रम लागत सही है इसलिए पहले हम कुशल श्रम के लिए यह विवरण तैयार करेंगे कुशल श्रमिको के मानक घंटे की आवश्यकता है वह कितना है हमें कितना मिला है 2025 और कितने श्रमिक हैं तो ये श्रमिक 2 हैं तो इसका मतलब है कि कुशल श्रम के लिए 405 मानक घंटे होता है 405 मानक घंटे की आवश्यकता होती है और पहले से दी गई मानक दर 20 रुपये है यानि यहाँ मानक लागत क्या होने जा रही है मानक लागत 8 रुपये 8100 होगी यह 8100 रुपये है फिर हम अर्ध कुशल को लेंगे अर्ध कुशल कितने हैं यदि आप यहां अर्ध कुशल को देखते हैं तो कितने श्रमिक मानक हैं 4 और यदि आप इसे लेते हैं और रूपांतरित करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अर्ध कुशल के लिए 810 घंटे होंगे क्योंकि वे 4 हैं अर्ध कुशल श्रमिक 4 और 810 घंटे हैं और मानक दर क्या है 12 तो यह राशि कितनी है 9720 और फिर हम अकुशल को लेंगे अकुशल श्रम फिर कितने हैं हम अकुशल श्रम को लेते हैं और वे 4 हैं तो यदि वे 4 हैं तो मानक घंटो की संख्या कितनी होगी फिर से 810 और दर क्या है मानक दर 8 है तो यह लागत कितनी होगी 6480 तो आप इसे गिनेंगे यह श्रम की मानक लागत है यहाँ कितनी आवश्यकता है श्रम की मानक लागत घटाव श्रम की वास्तविक लागत तो यह संशोधित मानक लागत है यदि आप इसका योग करते हैं तो यह कितना होता है 24300 रुपये यह श्रम की मानक लागत है और वास्तविक लागत के मामले में हमें कुछ भी नहीं करना है हमें केवल इस मामले में दी गई जानकारी को लेना है और यह जानकारी है कि कितने वास्तविक श्रमिकों को काम पर रखा गया है 2 3 और 5 2 कुशल 3 अर्ध कुशल और 5 अकुशल श्रमिकों को काम पर रखा गया है और उन्होंने 200 घंटे काम किया है उन्होंने वास्तव में 200 घंटे तक काम किया है तो यहां वास्तविक घंटे क्या हैं तो यह 2 है संख्याये 2 3 और 5 थी इसलिए यह कितना होता है 400 घंटे इस मामले में यह कितना होगा 3 का मतलब है 600 घंटे और इस मामले में यह कितना है 1000 घंटे 1000 घंटे होने जा रहा है तो अब वास्तविक दर क्या है वास्तविक दर हमें दी हुई है जो रुपये 20 है फिर 14 रुपये है और फिर यह रुपये 10 है तो यह कितना होगा रुपये 8000 कुशल के लिए वास्तविक लागत 8000 है अर्ध कुशल के लिए 8400 है और फिर अकुशल के लिए 10000 है तो इनको जोड़कर आप वास्तविक लागत का पता लगा लेंगे और वास्तविक लागत कितनी होने वाली है यह 26400 होने जा रहा है यह 800 8000 16400 और 26400 है सही है तो अब हमारे पास यह उपलब्ध जानकारी है हमें श्रम की मानक लागत और श्रम की वास्तविक लागत की आवश्यकता है तो अगर आप इस मानक लागत को देखते हैं तो यह 24000 है तो आईये श्रम लागत विचरण ज्ञात करे श्रम लागत विचरण है 24300 घटाव वास्तविक लागत 26400 और अंत में श्रम लागत विचरण कितना है यह 2100 प्रतिकूल 2100 प्रतिकूल आता है यह वह विचरण है जिसकी हमने यहां गणना की है यह 2100 प्रतिकूल है अब हम देखते हैं अगर हमने 200 घंटों को ध्यान में रखते हुए गणना की होती तो अपेक्षित उत्पादन 800 इकाई थी और अब वास्तविक उत्पादन 810 इकाई था अगर हमने मानकों को नहीं बढ़ाया होता तो यह विचरण और भी नकारात्मक होता लेकिन हमने मानक को बढ़ाया और फिर हमने मानक को ऐसे बढ़ाया कि अगर 800 इकाई के लिए हर श्रेणी में प्रति मजदूर 200 श्रम घंटो की जरुरत है तो 810 इकाइयों के उत्पादन के लिए कितना आवश्यक है प्रति घंटे 4 इकाइयों के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इसलिए हमने मानक को बढ़ाया और फिर मानक लागत 24300 के रूप में आया ठीक है अगर आप मानक को नहीं बढ़ाते तो यह लागत बहुत कम होती हमें 24300 नहीं मिलेगा बल्कि उससे कम लेकिन वास्तविक लागत बहुत अधिक है जो कि 26400 है और यह अधिकांशतः हो सकता है यदि आप किसी भी तरह का विश्लेषण किए बिना अपनी नग्न आंखों से देखते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि हमने श्रम दर में वृद्धि की है श्रमिकों की संख्या भी बदल गई है कुशल के मामले में हमारे पास 2 हैं लेकिन अर्धकुशल के मामले में हम मानक के रूप में 4 की उम्मीद कर रहे थे लेकिन वास्तव में हमें केवल 3 मिले और अकुशल के मामले में हम 4 श्रमिकों को काम पर रखने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन हमें 5 मिले या हमें 5 की व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि अर्ध कुशल श्रेणी में 1 श्रमिक कम उपलब्ध था लेकिन अगर आप दरों को देखते हैं दरें कुशल श्रेणी के 20 रुपये प्रति घंटे के मामले में समान हैं लेकिन अर्ध कुशल के मामले में मानक 12 रुपये था और वास्तविक 14 रुपये हैं और अकुशल के मामले में मानक 8 रुपये था और वास्तविक 10 रुपये है चुकी हमने श्रमिकों की संरचना को भी बदल दिया है और हमने मानक दरों की तुलना में वास्तव में उच्च दर का भुगतान किया है इसका मतलब है कि श्रम लागत विचरण नकारात्मक आया है यानि 2100 प्रतिकूल सही है अब इसी क्रम में हम आगे के विचरण उप विचरण की गणना करेंगे अगला प्रश्न है पहला सवाल प्रति घंटे मानक श्रम लागत की गणना करना था हमने प्रति इकाई मानक श्रम लागत की गणना की तो वह 30 रुपये था फिर हमें श्रम लागत विचरण की गणना करनी थी हमने इसकी गणना की इसने 2100 प्रतिकूल आया और अब हमें उप विचरण ज्ञात करना है श्रम लागत के उप विचरण श्रम दर और श्रम दक्षता विचरण हैं तो हम इन 2 विचरणो की गणना करेंगे हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या नकारात्मक श्रम लागत विचरण का श्रम दर है या श्रम दक्षता है ना और उसके बाद हम श्रम दक्षता विचरण के 3 उप विचरण की गणना जो श्रम निष्क्रिय समय विचरण श्रम मिश्रित विचरण और श्रम प्रतिफल विचरण हैं सही है तो अब हम श्रम दर विचरण की गणना करते हैं यदि आप इस श्रम दर विचरण दर की गणना करते हैं तो सूत्र क्या है भुगतान का वास्तविक समय या वास्तविक समय गुणा मानक दर घटाव वास्तविक दर यह मूल रूप से प्रति घंटे है है ना तो यह सूत्र है अब वास्तविक समय कितना है यदि आप यहां वास्तविक समय को देखते हैं तो अब हमें श्रमिकों की 3 श्रेणियों के लिए अलग अलग गणना करनी होगी अगर आप श्रमिकों की 3 श्रेणियों के लिए अलग अलग गणना करते हैं तो पहले हम कुशल के लिए गणना करने जा रहे हैं कुशल श्रमिकों के मामले में यह विचरण कितनी होगा यह समय कितना है 20 गुणा कुल वास्तविक समय हमें वास्तविक समय को लेना होगा अगर आप वास्तविक समय को देखते तो गिरोह ने 200 घंटे काम किया है वास्तव में कितने श्रमिक थे वे 2 थे तो 200 गुणा 2 जो 400 है तो यह 400 गुणा मानक दर घटाव वास्तविक दर है यदि आप मानक दर को देखें तो वही है तो यह 400 गुणा मानक दर 20 रुपये घटाव 20 इसलिए यह मूल रूप से होता है विचरण मूल रूप से शून्य है कुशल के मामले में कोई विचरण नहीं है आपने यह देखा है कि श्रमिकों की मानक और वास्तविक संख्या दोनों एक हैं और दर भी 20 रुपये है इसलिए मूल रूप से कोई विचरण नहीं है और श्रम दर विचरण के चलते नकारात्मक श्रम लागत विचरण नहीं हुआ है अब हम अर्ध कुशल को लेते है अब अर्ध कुशल श्रम के लिए हमें वास्तविक समय पता करना होगा वास्तविक समय कितना है 3 श्रमिक और 200 घंटे तो यह 600 है और दर क्या है दर 12 घटाव 14 रुपये है 12 मानक था वास्तविक भुगतान कितना है वास्तविक भुगतान दर रुपए 14 है तो यह कितना होने जा रहा है यह विचरण 1200 रुपये है 1200 यह प्रतिकूल है और फिर हम अकुशल को लेते हैं यह अकुशल है इसलिए यदि आप इस मामले में अकुशल को लेते हैं तो श्रमिकों की संख्या 5 और घंटों की संख्या फिर से 200 है तो यह 1000 होता है और अब यहाँ यह एक विचरण है मानक दर क्या थी रुपए 8 और वास्तविक दर क्या है रुपए 10 10 या मुझे लगता है कि यह अधिक है नहीं यह दर 10 है ठीक है यह 10 है इसलिए यह कितना होता है यह विचरण 2000 रुपये प्रतिकूल है इस प्रकार यदि आप इसकी गणना करते हैं तो यह कुल श्रम दर विचरण कितना आएगा यह 3200 रुपये प्रतिकूल है यह श्रम दर विचरण है इसके बाद हम तीसरे विचरण की गणना करेंगे जो श्रम लागत विचरण के विच्छेदन से प्राप्त होता है और यह विचरण श्रम दक्षता विचरण है और अगर आप यहां इस श्रम दक्षता विचरण की गणना करते हैं तो सूत्र क्या है सूत्र है अब हम दक्षता की गणना कर रहे हैं तो क्या होगा अब इस बार घंटे कोष्ठक के अंदर आ जायेंगे और मानक दर बाहर आ जाएगी ऊपर के मामले में यानि श्रम दर विचरण में दर कोष्ठक के भीतर था और वास्तविक समय कोष्ठक के बाहर इसलिए जो आप जिस विचरण का पता लगाना चाहते हैं जिसे जानना चाहते हैं कि वे आंकड़े कोष्ठक के अंदर होंगे और वास्तविक समय या मानक दर से गुणा होंगे इसलिए हमने वास्तविक समय से गुणा किया और अंतर मानक दर और वास्तविक दर के बीच था श्रम दक्षता विचरण के मामले में हमें सूत्र लागू करना होगा तो सूत्र क्या है मानक दर गुणा मानक समय या मानक घंटे घटाव वास्तविक समय अतः यदि अब आप इसकी गणना करते हैं तो आपको सभी 3 श्रेणियों के लिए फिर से गणना करनी होगी तो पहले श्रमिकों की कुशल श्रेणी है यदि यह कुशल है तो इस मामले में मानक दर क्या है मुझे लगता है कि मानक दर रुपए 20 था रुपए 20 गुणा मानक समय मानक समय कितना था हमें मानक समय दिया गया है यदि आप इस दिए गए मानक समय को देखते हैं जो विवरण में था तो हमें उसे खोजना होगा मानक समय की हमने यहां गणना की है यह हमारा मानक समय है मानक घंटे हमें यहां दिए गए हैं इसलिए यदि आप इस मानक समय को देखते हैं तो यह हमने गणना की है और मानक समय 405 है क्योंकि हमने मानक को बढ़ाया हैं तो यह 405 घटाव वास्तविक समय कितना है 200 गुणा 2 श्रमिक यह 400 है तो यह विचरण कितना है यह विचरण 100 होता है लेकिन अनुकूल है विचरण है लेकिन यह अनुकूल विचरण है अब हम अर्ध कुशल को लेते हैं अब अर्ध कुशल के मामले में मानक दर क्या है रुपए 12 और अब मानक समय कितना है 810 और घटाव वास्तविक समय जो 600 है तो यह विचरण है 210 810 घटाव 600 210 है और यह 2520 है और यह विचरण फिर से अनुकूल है यह रुपये के संदर्भ में है श्रम दक्षता विचरण रुपये के संदर्भ में है और अब हम अकुशल को लेंगे और यदि आप अकुशल को लेते हैं तो अकुशल के मामले में क्या दर है यह 8 रुपये है गुणा फिर से 810 मानक समय है और वास्तविक समय कितना है अकुशल द्वारा बिताया गया वास्तविक समय 1000 घंटे है तो इसका मतलब है कि मानक समय घंटों में है तो यह 810 घटाव 1000 है और यह कितना होता है यह करीब 15 होगा यह 1810 है तो यह अंतर गुणा 8 इसलिए यह कितना आएगा 1520 और यह 1520 प्रतिकूल है यह 1520 है तो हमें कुशल श्रमिकों के मामले में 100 अनुकूल मिला है अर्धकुशल के मामले में 2520 अनुकूल और अकुशल के मामले में यह विचरण 1520 है इसलिए यदि आप इसे ध्यान में रखते हैं तो अंततः कितना होगा इसे 2620 घटाव 1520 लेते हैं इसलिए यह 1100 आएगा और यह अनुकूल है क्योंकि अनुकूल विचरण प्रतिकूल विचरण से अधिक हैं यदि आप प्रतिकूल को अनुकूल से घटाते हैं तो अनुकूल 2620 और घटाव 1520 है तो यह 1100 अनुकूल है और श्रम दक्षता विचरण अब हमारे पास है तो अब आप आगे बढ़ने से पहले परिक्षण लागू करें आप यहां परिक्षण लागू करें यदि आप यहां परिक्षण लागू करते हैं तो क्या श्रम लागत विचरण श्रम दर विचरण और श्रम प्रतिफल विचरण के बराबर है तो अगर आप श्रम दर विचरण को देखते हैं तो यह कितना था श्रम लागत विचरण ऋण 2100 है और यह कितना होता है ऋण 3200 जोड़ यह 1100 अनुकूल होने जा रहा है तो अंत में यह 2100 प्रतिकूल होता है और ये 2 विचरण हमारे पास हैं तो इसका मतलब है कि अब तक हमने ये किया है इन विचरणो की गणना की है ये 3 विचरण श्रम लागत विचरण श्रम दर विचरण और श्रम दक्षता विचरण की श्रम दर तो आप कह सकते हैं कि शुद्ध परिणाम यह है कि ये एक दूसरे के साथ मेल खाते है अर्थात 2100 प्रतिकूल इसलिए यदि आप इस बिंदु तक इस विश्लेषण को देखते हैं तो हम यह पता लगाने में सक्षम हैं हुए कि यद्यपि श्रमिक कुशल हैं अगर आप कुशल श्रमिकों और अर्ध कुशल श्रमिकों के मामले में समग्र रूप से देखते हैं तो हमें अनुकूल विचरण मिला है उनका मानक समय अधिक था वास्तविक समय कम था अगर हम श्रम घंटों के बारे में बात करते हैं और कुशल और अर्ध कुशल के मामले में विचरण सकारात्मक या अनुकूल है हमने समय की बचत की है हमने श्रम की दक्षता को बढ़ाया है मानकों के विपरीत श्रम अधिक उत्पादक रहा है लेकिन अकुशल श्रमिकों के मामले में यह नकारात्मक हो गया है और अकुशल श्रमिकों की दक्षता पर सवाल है और उन्होंने मानक के अनुसार योगदान नहीं दिया है जैसा कि प्रत्याशित था तो इसका मतलब यह है कि अकुशल श्रम के मामले में नकारात्मक विचरण आया है लेकिन शुद्ध विचरण यदि आप कुशल अर्ध कुशल और अकुशल को मिलाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि शुद्ध श्रम दक्षता विचरण 1100 है जो अनुकूल है सही है लेकिन श्रम लागत विचरण को बढ़ाने में यहां वास्तविक अपराधी श्रम मूल्य है और दोनों श्रेणियों अर्ध कुशल और अकुशल में हमने मानक मूल्य के मुकाबले उच्च मूल्य का भुगतान किया है अर्ध कुशल के लिए मानक मूल्य 12 था और हमने 14 का भुगतान किया था अतिरिक्त 2 रुपये प्रति घंटा ठीक है ना और फिर अकुशल के लिए 8 था हमने 10 का भुगतान किया है और यहां भी हमने अतिरिक्त 2 रुपये का भुगतान किया है तो इसका मतलब यह है कि इन सभी ने कुल श्रम लागत विचरण को नकारात्मक बना दिया है हालांकि दक्षता ने कुछ हद इसकी भरपाई की है लेकिन चूंकि भुगतान की गई कीमत बहुत अधिक थी या मानक और वास्तविक मूल्य के बिच अंतर ज्यादा था और श्रम घंटे भी बहुत अधिक 200 हैं इसलिए श्रम दर विचरण का शुद्ध परिणाम यह है कि यह 3200 प्रतिकूल रहा है इसलिए कुछ हद तक कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि के चलते इस विचरण में कमी आई है लेकिन अकुशल श्रमिको ने फिर से खेल बिगाड़ दिया है और श्रम लागत विचरण 2100 से नकारात्मक हो गया है अब हम श्रम दक्षता विचरण के विच्छेदन के लिए बढ़ते हैं तो यह श्रम निष्क्रिय समय विचरण जोड़ श्रम मिश्रण विचरण जोड़ श्रम प्रतिफल विचरण है इसलिए अब हमें यह पता लगाना होगा कि 1100 का अनुकूल श्रम दक्षता विचरण किस कारक के चलते है मिश्रण विचरण ने योगदान दिया है या प्रतिफल ने या निष्क्रिय समय ने यह हम अलग अलग निकालने या गणना करने जा रहे हैं निष्क्रिय समय का नियम क्या है क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि किसी कारणवश यहाँ कुछ निष्क्रिय समय था उस निष्क्रिय समय का क्या कारण था मशीन टूट गई थी इसलिए मशीन के टूटने के कारण कुछ निष्क्रिय समय था तो हमें उस हिस्से पर भी ध्यान देना होगा तो अब हम श्रम निष्क्रिय समय विचरण की गणना करेंगे और इस मामले में कि यहाँ सूत्र क्या है मानक दर गुणा निष्क्रिय समय मानक दर गुणा निष्क्रिय समय इसलिए कुशल श्रेणी के मामले में निष्क्रिय समय कितना है कुशल श्रेणी में निष्क्रिय समय बल्कि कुल घंटों की संख्या जिसमे श्रम काम नहीं कर सका 12 घंटे है कुशल के मामले में कितने श्रमिक 2 कितने घंटे 12 और मानक दर क्या है मानक दर 20 रुपए है तो यह विचरण कितना है यह विचरण 480 रुपये आता है और इस विचरण को हमेशा नकारात्मक विचरण या प्रतिकूल विचरण के रूप में जाना जाता है इसी तरह हम अर्ध कुशल के बारे में बात करते हैं अर्ध कुशल के मामले में कितने श्रमिक हैं इस मामले में हमने 3 श्रमिकों को काम पर रखा है घंटे की संख्या क्या थी 12 और अब मानक दर कितने रुपये थी इस मामले में हमें दिया गया मानक दर 12 रुपये था तो यदि आप यह 12 रुपये लेते हैं तो यह 3 गुणा 12 होगा यह 432 है और फिर से प्रतिकूल है 432 फिर से प्रतिकूल है और अब तीसरी श्रेणी अकुशल की है और यह कितना है यह फिर से 5 श्रमिक है घंटे की संख्या 12 है और फिर 12 घंटे गुणा 5 5 श्रमिकों को काम पर रखा गया था यदि आप इस श्रम निष्क्रिय समय विचरण को लेते हैं तो यह 5 मजदूर 12 घंटे और दर 8 रुपए था वास्तविक भुगतान की दर अधिक था भुगतान की गई वास्तविक दर 10 रुपये थी क्योंकि इसकी वजह से श्रम दर विचरण नकारात्मक हो गई थी तो यह कुल 480 प्रतिकूल आता है तो कुल श्रम निष्क्रिय समय विचरण कितना है यदि आप इन 3 श्रेणियों के कुल योग के रूप में श्रम निष्क्रिय समय विचरण की गणना करते हैं तो यह कितना आता है 1392 लेकिन प्रतिकूल इस विचरण को हमेशा प्रतिकूल विचरण नकारात्मक विचरण के रूप में पहचाना जाएगा क्योंकि जब समय की बर्बादी होती है तो श्रम काम नहीं करता है उत्पादन नहीं करता है तो इसका मतलब है कि हमें इसे स्वीकारना होगा और यह हमेशा एक नकारात्मक या प्रतिकूल विचरण के रूप में पहचाना जाता है श्रम दक्षता विचरण के विच्छेदन से प्राप्त पहला विचरण है यानि श्रम निष्क्रिय समय विचरण1 और फिर हम बाकि दोनों विचरण को ज्ञात करेंगे जो श्रम मिश्रण और श्रम प्रतिफल विचरण हैं तो इस मामले में अगला विचरण श्रम मिश्रण विचरण है इसलिए यदि आप श्रम मिश्रण विचरण की गणना फिर से करते हैं तो हमें श्रमिकों की 3 श्रेणियों कुशल अर्ध कुशल और अकुशल के लिए गणना करना होगा लेकिन यहां अब हमें फिर से यह पता लगाना होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रम मिश्रण विचरण के मामले में हमारे पास 4 अलग अलग सूत्र हैं और वे सूत्र इस बात पर निर्भर करते हैं कि अगर वास्तविक समय और मानक समय के बीच कोई अंतर नहीं है तो हमारे पास 1 सूत्र है यदि किसी कारण से मानक को संशोधित करना है तो दूसरा सूत्र है तीसरा सूत्र तब है जब वास्तविक समय और मानक समय में अंतर होता है और चौथा सूत्र तब होता है जब किसी कारणवश मानक को संशोधित किया जाता है और फिर भी वास्तविक समय और मानक समय के बीच अंतर होता है तो अब इस मामले में हमें सबसे पहले उस मानक को निकालना होगा जिसे आप कुल मानक समय कह सकते है और यदि आप कुल मानक समय को देखते हैं तो हमें इसे फिर से निकालना होगा हमें मानक को संशोधित करना होगा तत्पश्चात यह देखना होगा कि श्रमिकों के 3 समूहों द्वारा 810 इकाइयों के निर्माण के लिए कुल कितना समय लिया गया और फिर हमें यह पता लगाना होगा कि क्या संशोधन के बाद वास्तविक समय और मानक समय समान है या इनमे अंतर है यदि अंतर है तो हम चौथे सूत्र का उपयोग करेंगे लेकिन यदि दोनों समय कुशल अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों के समय के योग को मिलाकर समान है तो हम श्रम मिश्रण विचरण या गिरोह संरचना विचरण के दुसरे सूत्र का उपयोग करेंगे तो इसका मतलब है कि अब हमें फिर से श्रमिकों के 3 समूहों कुशल अर्ध कुशल और अकुशल के लिए पुनः श्रम मिश्रण विचरण की गणना करनी होगी तो इन श्रमिकों की मानक संरचना क्या है इन श्रमिकों का मानक संरचना 244 है जो कुशल अर्ध कुशल और अकुशल है तो कुल श्रमिक कितने हैं 10 सही है और उन्होंने कितने घंटे एक साथ काम किया है यदि आप इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने एक साथ काम किया है उदाहरण के लिए 200 घंटे और 10 श्रमिकों का मतलब है कि उन्होंने वास्तव में 2000 घंटों के लिए काम किया है या उन्हें 2000 घंटों के लिए काम करना चाहिए था तो इसका मतलब है कि मानक समय था पूर्व संशोधित मानक समय 2000 घंटे था लेकिन इसमें से अब हम निष्क्रिय समय विचरण को अलग कर रहे हैं तो इस मामले में निष्क्रिय समय कितना था अगर निष्क्रिय समय की बात करें तो यह 120 घंटे था जो बर्बाद हो गया है तो आपको इसे घटाना होगा हम इसे घटाते हैं तो यह कितना होगा 1880 घंटे होता है यह कुल मानक समय है इसका मतलब है एक बार जब हम यह जानते हैं कि श्रम ने 2000 घंटे काम किया है और 120 घंटे कुल 120 काम के घंटे कोई उत्पादन नही हुआ या मशीनें काम नहीं कर सकीं या मजदूर काम नहीं कर सके उसके लिए हमने पहले ही श्रम निष्क्रिय समय विचरण की गणना कर ली है अर्थात अब हमें यह पता लगाना है कि वास्तव में मानक समय क्या है यानी 1880 जितना वास्तव में श्रम ने काम किया है और हमें वास्तविक समय के साथ उसकी तुलना करनी होगी और फिर हमें यह देखना होगा कि क्या वे समान है या किसी तरह का अंतर है यदि किसी प्रकार का अंतर है तो हमें सूत्र संख्या 4 को लागू करना होगा तो चलिए अब हम इस मानक समय की गणना करते हैं और श्रमिकों की सभी 3 श्रेणियों के लिए इसकी तुलना वास्तविक समय से करते हैं और फिर हम देखते है की कुल मानक समय जो 1880 है कुल वास्तविक समय 180 के बराबर है या नहीं यदि वे समान है तो हम सूत्र संख्या 2 लागू करेंगे और श्रम मिश्रण विचरण की गणना करेंगे तो इस मामले में श्रमिकों की 3 अलग अलग श्रेणियों के तहत श्रम मिश्रण विचरण की गणना करना और फिर इनको समग्र रूप में करना और समग्र गिरोह संरचना विचरण की गणना करना शेष है मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूंगा